सोलहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है हमने स्कैटरिंग के मापदंडों को देखा है हमने जेड मापदंडों के साथ संबंध देखा है विशेष रूप से आज हम ABCD मापदंड या प्रसारण मापदंडों के साथ एस मापदंड का संबंध देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि एक काम्प्लेक्स नेटवर्क में हम नेटवर्क को कई भागों में विभाजित करते हैं इसलिए प्रत्येक उप खंड हम एस मापदंडों द्वारा चिह्नित करते हैं अब एस मापदंड के संदर्भ में उन्हें कैस्केड में जोड़ने के बजाय अगर हम एबीसीडी मापदंड को जानते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं क्योंकि एबीसीडी मापदंड प्रसारण मापदंड हैं जो एक नेटवर्क के विभिन्न उप खंड के कैस्केडिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं अब जैसा कि आप जानते हैं कि एबीसीडी मापदंड पोर्ट पर कुल वोल्टेज और धारा पर निर्भर करता है जबकि स्कैटरिंग वाले मापदंड वे वोल्टेज और धारा तरंगों की वास्तविक तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं इसलिए यदि हम स्कैटरिंग मापदंड को ABCD मापदंड में परिवर्तित करते हैं तो हम प्रत्येक खंड के लिए पहले स्कैटरिंग मापदंड को खोज सकते हैं फिर हम ABCD मापदंड में परिवर्तित कर सकते हैं फिर उन उप खंड को कैस्केडिंग करके समग्र नेटवर्क के ABCD मापदंड को खोज सकते हैं और फिर हम एस मापदंड में वापस आ सकते हैं एस मापदंड ताकि पूरे नेटवर्क के समग्र एस मापदंड को खोजने में सक्षम हो इसलिए यही कारण है कि एस मापदंडों और प्रसारक मापदंडों के बीच यह संबंध होना चाहिए 1 माइक्रोवेव इंजीनियर को पता होना चाहिए और यही कारण है कि हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं अब पहले हमें दोषरहित प्रसारण रेखा के प्रसारण मापदंड का पता लगाएं आपको एक साधारण प्रसारण रेखा दी गई है एबीसीडी मापदंड खोजें अब स्पष्ट रूप से यह क्षण है जिसे हम प्रसारण रेखा कहते हैं प्रसारण रेखा का मतलब है कि यह तरंग प्रकृति होगी जो खेल में आ जाएगी तो हम आयातित वोल्टेज तरंग आयातित धारा तरंग परावर्तित वोल्टेज तरंग वगैरह खोजेंगे एस मापदंडों को ढूंढें और हम एबीसीडी मापदंडों को भी पा सकते हैं और एबीसीडी से हम वापस स्कैटरिंग वाले मापदंडों में बदल सकते हैं इसलिए इस रणनीति का हम अनुसरण करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे पास एल लंबाई का प्रसारण रेखा का एक टुकड़ा है l प्रसारण रेखा की विशेषता प्रतिबाधा Z 0 है चरण अचर β है इसका मतलब है कि हम दोषरहित प्रसारण रेखा मान रहे हैं तो परावर्तन गुणांक गामा γ है जिसमें कोई वास्तविक हिस्सा नहीं है इसमें काल्पनिक भाग j अचर है यही कारण है कि चरण अचर केवल दिखाया गया है अब हम 1 पोर्ट पर विचार कर रहे हैं 2 पोर्ट हैं तो बाईं ओर आपके पास पोर्ट 1 है दाईं ओर आपके पास पोर्ट 2 है तो चलिए हम इसका ABCD मापदंड ढूंढते हैं अब इसके लिए हमें वोल्टेज तरंग V1 को आयातित वोल्टेज की तरंग और परावर्तित वोल्टेज तरंग में तोड़ने की आवश्यकता है इसलिए कुल पोर्ट धारा I1 जिसे आयातित धारा तरंग में तोड़ दिया जाना चाहिए और यह कि हम फिर से पोर्ट 1 पर प्रतिबाधा संदर्भ प्रतिबाधा लाकर वोल्टेज तरंगों से संबंधित कर सकते हैं बता दें कि ज्यादातर मामलों में यह Z 01 है इस Z 01 को प्रसारण रेखा के Z 0 के रूप में लिया जाता है इसी तरह आप इसे पोर्ट 2 पर कर सकते हैं कि आप कुल वोल्टेज लिख सकते हैं आप I2 को और के संदर्भ में भी लिख सकते हैं यहां 1 बिंदु मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि एक प्रसारण मैट्रिक्स में जब हम ABCD मापदंडों में आमतौर पर पोर्ट धारा I2 को लिया जाता है क्योंकि यह पोर्ट 2 से बाहर जा रहा है क्योंकि एक कैस्केड में जो अन्य 2 पोर्ट मापदंड Z Y वगैरह में अब मदद करता है वे दूसरे पोर्ट में I2 प्रवाह हैं लेकिन प्रसारण मापदंड में यह बाहर निकल जाता है यही कारण है कि हमने इसे I2 के रूप में दिखाया है लेकिन जब हम लिख रहे हैं और पोर्ट के अंदर पोर्ट से बाहर है यही कारण है कि इस पर ध्यान दें क्योंकि यह भ्रम का 1 बिंदु है जो आम तौर पर लोगों के पास है अब यह और वे दूसरे पोर्ट की विशेषता प्रतिबाधा Z 02 की मदद से और से संबंधित हो सकते हैं और फिर से अधिकतर मामले Z 02 मैं मान लेता हूं कि Z 02 प्रसारण लाइनों की विशेष प्रतिबाधा है अब आप जानते हैं कि यह आपका पहले का ज्ञान है कि ABCD मापदंड को पोर्ट 1 मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है पोर्ट 1 के वोल्टेज और धारा V 1 और I1 कुल जो V 2 और I2 से संबंधित है ध्यान दें कि −I 2 एबीसीडी मापदंडों के लिए I2 की परिवर्तित दिशा के कारण है लेकिन हमारे सामान्य I2 के संदर्भ में जो कि पोर्ट 2 में जाता है जिसे ऋणात्मक पेश किया गया है तो यह अब ए बी ए और सी में खोजने की परिभाषा है जो आप इन दोनों मामलों में देखते हैं जिनकी हमें I2 0 की आवश्यकता है अब मैं दो इसका मतलब है अगर हम पोर्ट 2 में I2 0 बनाते हैं तो इसका मतलब है कि यह एक खुला सर्किट है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्ट अवस्था पोर्ट 2 को खुला होना चाहिए और फिर तो हम देखते हैं कि हमने ओपन सर्किट पोर्ट 2 बनाया है ओपन सर्किट I2 0 है अब एक खुले सर्किट में आप जानते हैं कि परावर्तित वोल्टेज और आयातित वोल्टेज में क्या संबंध है इसलिए एक खुले सर्किट में परावर्तन गुणांक धनात्मक 1 है इसलिए तब आप धनात्मक 1 हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि यह तरंग क्या है यह तरंग कैसे आई यह तरंग इस संचरण रेखा से दूरी l द्वारा ट्रांस्पोज हो गई इसलिए क्योंकि कोई भी तरंग जब वह एल दूरी से चलती है तो वह e−jβl के अतिरिक्त चरण को प्राप्त करती है इसलिए यही कारण है कि इस तरह का दूसरा संबंध यहां पोर्ट 2 पर गिर रहा है जो कि एल की दूरी पर फिर से इस प्रसारण रेखा के माध्यम से परेशान कर रहा है और जो बाहर आ रहा है वह हैऔर यही कारण है कि हम लिख रहे हैं अब इन तीन संबंधों के साथ आप इन राशियों के लिए हल कर सकते हैं तो यह ए का निर्धारण किया जाता है जब I 2 0 इसका मतलब है वह शर्त तो बस आप कर सकते हैं तब आपने समीकरण 2 और तीन से उन समीकरणों को रखा और पहला समीकरण जो उस स्थिति में खुला सर्किट था जो दिखाता है कि और दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसे बुला रहे हैं तो इसे भी से बदल दिया जाएगा इसलिए वे सभी आपको रद्द हो जाते हैं और आप पाते हैं तो A मान cos βl बन रहा है तो शुद्ध दोषरहित संचरण रेखा के लिए A मापदंड cos βl है अब आप C भी निर्धारित कर सकते हैं और V 2 के रूप में यह फिर से है आप हेरफेर करते हैं आप देखते हैं कि यह j Y 0 sin βl निकला है इस मामले में संचरण रेखा की विशेष एडमिटेंस sin βl है तो यह एक काल्पनिक मात्रा है A शुद्ध वास्तविक था C काल्पनिक है फिर आपको बी और डी निर्धारित करने की आवश्यकता है बी और डी निर्धारण के लिए स्थिति आ जाएगी यदि हम पोर्ट एक को शॉर्ट सर्किट कर दे इसका मतलब है उन्हें आवश्यकता है कि V 1 0 के बराबर होना चाहिए V 2 0 पोर्ट के बराबर होना चाहिए माफ करना पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट है तो आप जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट के लिए परावर्तन गुणांक ऋणात्मक 1 है इसलिए शॉर्ट किया गया है और आप यह पता लगा सकते हैं कि फिर से प्रसार की स्थिति जो इस संचरण के साथ आई है तो यह e− jβl द्वारा दिया गया है जो कि यहाँ आ रहा है के कारण फिर से e− jβl है तो इस 3 समीकरण से आप और के लिए हल कर सकते हैं तो पहले बी मापदंड के लिए हल है जब V 2 0 इसलिए यदि आप उन मानों को रखते हैं तो आपको j Z 0 sin βl मिलता है फिर से एक काल्पनिक मात्रा है और डी का निर्धारण जो 2 धाराओं का अनुपात है जिससे आपको यह cos βl के बराबर और फिर से एक वास्तविक मात्रा मिल जाएगी तो आखिरकार आपको एक दोषरहित प्रसारण रेखा के प्रसारण मापदंड को cos βl j Z 0 sin βl वगैरह होना चाहिए तो अब ABCD ABCD से S का यह रूपांतरण है तो S यह पूरे मैट्रिक्स के लिए सामान्य है और फिर ये सूत्र हैं इसलिए यदि हम कहते हैं कि हमारे पास ABCD है तो हमने एक बार फिर से यहाँ लिखा है यदि आप उन रूपांतरण सूत्र को करते हैं जो आपको लगता है कि दोषरहित संचरण रेखा का S मापदंड इसकी S 11 0 है तो इसका S2 2 भी 0 है इसका S 12 है और S2 1 e− jβl हैं तो जैसा कि आप देखते हैं कि एस मैट्रिक्स से यह एस मापदंड हम देख सकते हैं कि यह एक पारस्परिक नेटवर्क है क्योंकि कोई सक्रिय उपकरण आदि का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका एस मापदंड पारस्परिक है इसका मतलब है अगर हम Sij S ji के लिए लेते हैं तो हम यह कह सकते हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हम इस मैट्रिक्स के ट्रांजिशन को लेते हैं जो इस मैट्रिक्स के समान होगा तो यह एक पारस्परिक मैट्रिक्स है जिसे आप इस एकात्मक विशेषता को देखते हैं क्योंकि यहाँ अगर हम यह कॉलम लेते हैं कि अगर हम प्रत्येक के साथ संयुग्म लेते हैं तो यह सिर्फ होगा इसका मतलब है कि यह e− jβl e jβl होगा जो 1 के बराबर होगा इसलिए वह भी इसी तरह यह और इस का संयुग्म 0 होगा इसलिए यह एक शुद्ध एकात्मक मैट्रिक्स है और यही कारण है कि हमें लगता है कि यह दोषरहित नेटवर्क है तो यह एस मैट्रिक्स है आपको प्रसारण रेखा याद है जाहिर है यह प्रसारण मापदंडों S12 और S12 पर है वे मौजूद हैं क्योंकि यह एक मिलान रेखा नहीं है हमने मान लिया है कि पोर्ट 1 संदर्भ प्रतिबाधा Z 0 पोर्ट 2 के बराबर Z 0 है इसलिए इसे एक मिलान संचरण रेखाकहा जाता है इसलिए एक मिलान प्रसारण रेखा के लिए कोई परावर्तित तरंग नहीं होती है पोर्ट 1 के साथ साथ पोर्ट 2 में भी कोई परावर्तित तरंग नहीं होती है और हम S11 और S22 दोनों को 0 पर प्राप्त करते हैं यह हमें उस ABCD मापदंड से परिवर्तित करने से मिला अब यह प्राप्त कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं आप पहले के परिणाम की जांच कर सकते हैं कि यह वहां होगा अब हम करते हैं कि पिछले सूत्र को हमने एस मापदंड के लिए व्युत्पन्न किया था जो एबीसीडी मापदंड से रूपांतरण से था अब देखते हैं कि दोषरहित संचरण रेखा का प्रकीर्णन मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करता है कि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं यदि यह 2 एस मापदंड समान हो जाए तो हम परिणाम की जांच कर सकते हैं तो अब यहाँ हम वही काम करेंगे जो स्कैटरिंग मापदंड को खोजने के लिए सीधे स्कैटरिंग मापदंड को खोजने के लिए करते हैं हम जानते हैं कि यह कैसे करना है कि आप स्कैटरिंग मापदंड को खोजना चाहते हैं यह जानते हैं कि यदि आप S 11 और S2 1 को निर्धारित करना चाहते हैं तो आपको पोर्ट 2को समाप्त करने की आवश्यकता है तो आप देखते हैं कि हमारे पास मिलान टर्मिनेटेड मिलान है जिसका मतलब है कि टर्मिनेशन एक प्रतिबाधा होनी चाहिए जिसका मूल्य चारित्रिक प्रतिबाधा के बराबर है तो Z 0 इस शर्त के तहत हमने जोड़ा है हमें S 11 की खोज करनी होगी तो आप देखें कि हमने लिखा है कि सिर्फ इसलिए कि यह Z 0 है इसलिए कोई आयातित नहीं है तरंग 0 होगी और यहां यात्रा करने के बाद के रूप में यहां आएंगे तो यह भी 0 होगा और हम जानते हैं कि यह और0 है इसका मतलब है हमारे पास है इसलिए कि संचरण के बाद आएगा और उनका संबंध एक तरंग की तरह है जो संचरण रेखा में लंबाई l के माध्यम से यात्रा करता है e− jβl संबंध है अब हम निर्धारित करते हैं जैसा कि हमने कहा कि मिलान की स्थिति के तहत 0 बन रहा है तो S 11 0 बन रहा है अब उसी शर्त के तहत देखें कि क्या हो रहा है हम उस रिश्ते को रख सकते हैं और यह e− jβl हो जाता है इसलिए हमें S 21 मिल गया है अब S 1 2 और S 22 के लिए हमें पोर्ट 1 से मिलान समाप्त करने की आवश्यकता है इसलिए हम 2 मापदंड यहां पा सकते हैं मिलान 1 पोर्ट को समाप्त करने का मतलब स्पष्ट रूप से है क्योंकि यहां हो जाता है और 0 हो जाता है तब कौन मौजूद होते हैं और उनका अंतर्संबंध e− jβl जैसा होता है इसलिए अब हम S 12 निर्धारित कर सकते हैं तो हम और मानों को रखते हैं और वह e− jβl बन जाता है इसी तरह क्योंकि यह 0 है मौजूद है इसलिए 0 कुछ मान से 0 है इसलिए S 22 भी 0 है इसलिए हमें वही चीज़ मिलती है जो हमें ABCD मापदंड से रूपांतरण से मिली है जिससे पता चलता है कि हमारा फॉर्मूला सही है तो अब आप जानते हैं कि यदि आपके पास कोई सर्किट है अगर इसे वितरित सर्किट है तो इसका एस मापदंड ढूंढना बेहतर है क्योंकि वास्तविक संचरण तरंगों के माध्यम से हो रहा है तो आप एस मापदंड पा सकते हैं फिर एस टू जेड आप उस फॉर्मूले को वापस ला सकते हैं जो यहां दिया गया है यदि आप S मापदंड को जानते हैं तो ABCD मापदंड को कैसे खोजें आप यह पा सकते हैं इसलिए हमने यह कर लिया है और यदि आप इन सूत्रों को लागू करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि ये उपलब्ध हैं इसलिए आप हमेशा अपने पेशेवर जीवन में इसका उल्लेख कर सकते हैं और फिर पता लगा सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपको वही एबीसीडी मापदंड वापस मिल जाएगा जो हमें मिला था तो अब आप एबीसीडी मापदंड और प्रसारण मापदंड के बीच के अंतरसंबंध को जानते हैं जो यह व्याख्यान था तो यह पूरा होता है कि हम जानते हैं कि अब Z मापदंड आप Z मापदंड के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं आप y मापदंड वगैरह में बदल सकते हैं तो वह यह है कि 1 यात्रा एस मापदंड से एबीसीडी मापदंड और एबीसीडी मापदंड से एस मापदंड है तो अब आप नेटवर्क विश्लेषक द्वारा एस मापदंड को माप सकते हैं और इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि मामला ऐसा हो सकता है कि आप 1 उप खंड हैं हमें 1 फ़िल्टर दें जो आपको इसका एस मापदंड मिला है अब आप चाहते हैं कि फ़िल्टर कुछ प्राप्तकर्ता या कुछ प्रसारक सर्किट से जुड़ा हो तो अन्य खंड होंगे अब सभी खंडों के लिए यदि आप एस मापदंड पाते हैं तो प्रत्येक से आप एबीसीडी मापदंड पा सकते हैं हमें बताएं कि उन्हें कैस्केड में जोड़ा जा रहा है तो एक एम्पलीफायर को फ़िल्टर करें वे सभी कैस्केड में हैं तो आपको पता है कि हर एक एस मापदंड आप हर एक के मापदंड को उसके एबीसीडी मापदंड में बदल सकते हैं फिर आप पूरे कैस्केड नेटवर्क के समग्र एस मापदंड का पता लगा सकते हैं और फिर आप एस मापदंड पर वापस आ सकते हैं यदि यह आवश्यक है या यदि एबीसीडी मापदंड पर्याप्त है कि आप वहां रहें तो यह दूसरा उपकरण एस मापदंड द्वारा आपने देखा है कि नेटवर्क को चिह्नित करने के लिए वे माइक्रोवेव इंजीनियर कैसे स्कैटरिंग वाले मापदंड का उपयोग करते हैं अब अगले व्याख्यान में हम और 2 बहुत महत्वपूर्ण उपकरण देखेंगे माइक्रोवेव उपकरण निष्क्रिय उपकरण जिसे एस मापदंड देखेगा कि एस मापदंड यह समझने में कैसे मदद करता है कि वे उपकरण क्या करते हैं जो कि अगले सत्रहवाँ व्याख्यान है जिसे आप देखेंगे धन्यवाद